डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं और यह उसमें अंतिम व्याख्यान है पिछले व्याख्यान में हमने अलग अलग तरह की हैशिंग तकनीकों स्टैटिक ओर डायनेमिक हैशिंग पर चर्चा की और उनकी बिटमैप इंडिसेज से तुलना की इस व्याख्यान में हम विशेष तौर पर उन यूज़ केस करना है दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इंडेक्स कब करना चाहिए और किस पर करना चाहिए तो हमने इंडेक्स करने के कुछ दिशा निर्देशों के बारे में बात की थी तो हम यह सीखना चाहते हैं इंडेक्स कह सकता हूं अब अद्वितीय या यूनिक इंडेक्स नहीं बनाते हैं यदि आप इंडेक्स नहीं चाहते हैं तो आप इंडेक्स को हटा सकते हैं और इंडेक्स का नाम दे सकते हैं अधिकतर डेटाबेस सिस्टम इंडेक्सिंग के प्रकार का विवरण और क्लस्टरिंग बना सकते हैं अब हम जल्दी से एक सिंगल कॉलम के आधार पर सर्च जल्दी से हो जाए जब आप इंडेक्स बनाते हैं तो वैकल्पिक तौर पर कई अन्य मुद्दों का उपयोग कर सकते हैं जो कि विशेष रूप से स्टोरेज सेटिंग हो रहा है और उनको क्वेरी किस प्रकार किया जाता है जहां आप यह नहीं जानते कि इंडेक्स अच्छा है या सही नहीं है वास्तविकता में स्टेटिस्टिक्स डेटाबेस सिस्टम को गणना को जारी करने के लिए कहेगी जिसे आप बाद में देख सकें आप इंडेक्स को दो कॉलम पर भी बना सकते हैं यहां हम एक emp tab दिखा रहे हैं जो कि एंप्लोई नाम emp ename एवं employee पर इंडेक्स है और उसी समय स्टैटिस्टिक्स भी देता है अब दूसरे तरीकों में इंडेक्स फंक्शंस पर भी बनाई जा सकती है कल्पना कीजिए कि यदि एक क्वेरी है जो कि e name की अपरकेस राइटिंग में बदलना होगा वह एक धीमी प्रक्रिया बन जाएगी परंतु आप एक फंक्शन आधारित इंडेक्सिंग कर सकते हैं जहां पर आप यह कह सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं फंक्शन बेस्ड इंडेक्सिंग के लिए उपयोगी होगी अब सामान्य इंडेक्स के भांति आप बिटमैप इंडेक्स पर बना सकते हैं तो बिटमैप इंडेक्स के लिए तीन एवं चार यह बहुत ही सामान्य उम्मीदवार हैं बिटमैप यहां दिखाए गए हैं और इसके बाद यदि मैं सिलेक्ट 103 का चौथा रिकॉर्ड इसका परिणाम है तो इस प्रकार से एसक्यूएल में बिटमैप इंडेक्सिंग का उपयोग किया जा सकता है वास्तविकता में यह पूरी वस्तु बाद में मल्टीपल की एक्सेस कर सकते हैं यदि उनके डिपार्टमेंट का नाम फाइनेंस है या डिपार्टमेंट नेम इंडेक्स लेकर हम अंतिम परिणाम प्राप्त कर सकते हैं मल्टीपल की एक्सेस परिभाषित करना होगा या फिर यदि डिपार्टमेंट नेम लिखते हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देख सकते हैं कि दोनों के लिए यदि डिपार्टमेंट का नाम समान है तब सैलरी की तुलना की जाएगी परंतु इसके उलट ऐसा नहीं होगा यदि आपके पास कई अटरीब्यूट पर इंडेक्स है तो फिर से समान उदाहरण पर जाते हैं जिसमें की डिपार्टमेंट का नाम फाइनेंस है और सैलरी 80000 है अलग से इंडेक्स बनाना कम दक्ष होता है यद्यपि हमने यह देखा कि यह कैसे किया जा सकता है परंतु हम इसे भी दक्षतापूर्ण तरीके से कर सकते हैं यदि यह इंडेक्सिंग डिपार्टमेंट नाम और सैलरी पर हो तब हम आसानी से उन क्वेरीज को आसानी से चला सकते हैं जहां डिपार्टमेंट का नाम फाइनेंस है और सैलरी 100 से कम है यह इसलिए नहीं है कि आप आसानी से यह पता कर सकते हैं क्योंकि यदि आप समानता ढूंढ लेते हैं तो मुझे यह भी पता चल जाता है कि कौन सा कम है परंतु हम इसे बहुत दक्षता से नहीं कर सकते हैं जब मैं यह कहूं कि जहां पर डिपार्टमेंट नेम डिपार्टमेंट नेम और सैलरी है इसीलिए यदि डिपार्टमेंट नेम इस से छोटा है तो सैलरी की समानता जांचने का कोई रास्ता नहीं है परंतु यदि डिपार्टमेंट नेम समान है तब वहां सैलरी को जांचने की एक संभावना है क्योंकि यह ओर्डरिंग कई रिकॉर्ड को लाएगी जो पहली शर्त को पूरा करते हैं परंतु दूसरी शर्त को पूरा नहीं करते हैं अब आपको यह भी याद रखना चाहिए कि आपको एक इंडेक्स बनाने के लिए एक स्पेशल प्रिविलेज होना चाहिए

क्योंकि इंडेक्स बनाने का अर्थ यह है कि आप एक अस्थाई टेबल की जगह का उपयोग निरंतर तौर पर करेंगे परंतु इससे आप किसी दूसरे यूजर स्कीमा के द्वारा बना सकें अब आगे चलते हैं तो हमने इंडेक्स कैसे बनाते हैं यह देखा कि उसका उपयोग एसक्यूएल एप्लीकेशन और एसक्यूएल क्वेरी सिस्टम मैं कैसे करें अब हमें जल्दी से यह देखना चाहिए कि कैसे इंडेक्स करना चाहिए और कहां करना चाहिए यदि आप याद करें तो व्याख्यान संख्या 16 से 20 मैं चौथे हफ्ते में हमने रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम न्यून की जा सके और कैसे हम आसानी से विभिन्न डिजाइनो का पालन कर सकें जोकि बहुधा अच्छी दक्षता देते हैं उदाहरण के लिए हम ज्वाइन के सापेक्ष वास्तविक सीमा रेखा समझनी होगी और हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं यदि आप यह फिर से सोचे जब आप डिजाइन के स्तर पर नॉर्मलाइज कर रहे थे तब वह सारी स्टार्टअप टाइम क्या है और डेटा का व्यवहार क्या होगा तो यह डेटाबेस समय और उपयोग में आने के साथ बनेगा इसीलिए आपको भिन्न भिन्न टेबलो के डाटा के बारे में उनके पैटर्न अच्छी करने के लिए समायोजित करना होता है तो यह सारी आवश्यकताएं हैं परंतु दुर्भाग्य से फंक्शनल डिपेंडेंसी से गुजर रहे हैं तो पहला नियम या मैं कहूं नियम 0 है कि इंडेक्स की अपडेट करेंगे यह एक अतिरिक्त भार या जुर्माना है जिसे हम तीव्रतम एक्सेस को धीमा कर सकती है तो नियम 0 के अनुसार इंडेक्स इस समन्वय की तरफ जाती है और हमें ध्यान से इंडेक्स करने के निर्णय को लेना चाहिए नियम एक निश्चित करता है कि कौन सी टेबले इंडेक्स बनाने के लिए सबसे अच्छी उम्मीदवार है यदि आप बहुतायत में 15 रोज करने की सापेक्ष गति पर निर्भर है यदि टेबल का स्कैन के लिए उच्चतम प्रतिशत ले सकते हैं प्राइमरी और यूनिक किज पर इंडेक्स करना चाहते हैं यह माने की छोटी टेबल को इंडेक्स की आवश्यकता नहीं होती है यदि एक क्वेरी को अनावश्यक रूप से या अनापेक्षित तौर पर लंबा समय लग रहा है यह समय यह जांचने का है की यदि टेबल छोटी के मुकाबले बहुत बड़ी हो गई है तब यह समय इसे इंडेक्स करने का हो सकता है नियम एक सही टेबलो को इंडेक्स करता है और निश्चित तौर पर इससे संबंधित यह है कि यह सही कॉलमों को इंडेक्स करता है कुछ विशेषताओं वाले कॉलम जिनके बारे में मैंने अभी बताया वह इंडेक्सिंग के लिए अच्छे उम्मीदवार होते हैं और यदि सापेक्ष तौर पर कॉलम में संख्याएं यदि यूनिक हैं तो इंडेक्सिंग आपको अच्छा लाभ देती है जहां पर बहुत ही ज्यादा विस्तृत सीमा में संख्याएं हैं वहां पर आपकी नियमित इंडेक्सेस अच्छा काम करेगी जहां छोटी सीमा में संख्याएं हैं वहां पर बिटमैप इंडेक्स अच्छे परिणाम देगी उनका उपयोग वहां करें जहां कॉलम में कई नल संख्याओं का ही मिलान हो इसके मुकाबले यदि आपने नॉन नल वैसे भी इंडेक्स नहीं किए जा सकते हैं तो इस नियम दो को याद रखें जोकि सही कॉलम को इंडेक्स करने के बारे में है अब नियम 3 इंडेक्स की संख्याओं को प्रत्येक टेबल के लिए सीमित करता है जितनी ज्यादा इंडेक्स होगी उतना ही ज्यादा ओवरहेड है आपको नियमित तौर पर इंडेक्स करने के लाभ को अपडेट के परफॉर्मेंस ओवरहेड का उपयोग कर सकते हैं नियम 4 कंपोजिट इंडेक्स को प्रभावित कर सकता है इसीलिए उस कालम को सबसे पहले रखना चाहिए जिसके बहुधा उपयोग में आने की अपेक्षा है क्योंकि यह भी संभव है कि आप वास्तविकता में ऐसी क्वेरी नहीं कर रहे हैं जोकि पूरी कंपोजिट सर्च की है और अभी के लिए आप यूनिट कॉस्ट को भूल जाइए प्राथमिक तौर पर यह पार्ट नंबर करके लेते हैं अब यदि आप एक कंपोजिट इंडेक्स अभी भी मिल जाएंगे नियम संख्या 5 इंडेक्स उपयोग को ज्यादा शुद्ध बनाने के लिए स्टेटिस्टिक्स द्वारा कैसे एकत्रित किया जाता है और इसके बाद फंक्शंस कर सकते हैं अंतिम और छठा नियम इंडेक्स को ड्राप होंगी परंतु बहुत कम इंडेक्स बढ़ेगी यह सब हमने देखा है और यह आदर्श स्थिति नहीं है पहले हो सकता है कि ऐसा केस को अच्छी करें जब आप इंडेक्स को ड्रॉप करते हैं तो इंडेक्स सेगमेंट के बारे में पहले बात की थी तो यह हमारी इंडेक्सिंग और हैशिंग की चर्चा का सारांश देता है इस व्याख्यान में आपने एसक्यूएल में इंडेक्स बनाना सीखा और मैंने एक अच्छी इंडेक्स के कुछ नियमों से आपका परिचय कराया इस सप्ताह में इन पांचों व्याख्यान में हमने यह सीखा कि किस प्रकार से क्वेरी प्रोसेसिंग क्वेरी को आपके डेटाबेस में तीव्र गति से चलाया जाता है और हमने विभिन्न इंडेक्सिंग प्रक्रियाओं के बारे में देखा हमने हैशिंग के बारे में देखा और उनके बीच तुलनाएं की तो एक सीख जो आप अवश्य ले सकते हैं की सबसे महत्वपूर्ण इंडेक्सिंग प्रक्रिया या इंडेक्सिंग का स्ट्रक्चर इसको समान रूप से या दृढ़ता से उपयोग नहीं करते हैं फिर हमने यह समझा की एक डेटाबेस की इंडेक्सिंग या विभिन्न अटरीब्यूट पर टेबल बनाना एक बहुत ही सूक्ष्म जिम्मेदारी है और जिसको बहुत ही ध्यान से करना चाहिए और उसके लिए स्टेटिस्टिक्स पा सके अच्छी डिजाइन के तौर पर आपको अच्छा निर्णय करना चाहिए